आपदा बहाली और बेहतर निर्माण श्रृंखला में आपका स्वागत है मेरा नाम राम सतीश है मैं वास्तुकला और योजना विभाग आईआईटी रुड़की में एक सहायक प्रोफेसर हूं आज मैं भारत में अस्थायी आश्रय निर्माण के बारे में बात करने जा रहा हूँ इस व्याख्यान में मैं तीन वृत्त के अध्ययन के साथ कई तरह के उदाहरण और अपनी स्वयं की व्यक्तिगत बातचीत को बताऊंगा प्रथम अध्ययन 2002 में गुजरात भूकंप से संबंधित है शेष 2 अध्ययन 2004 के सुनामी में सुनामी वसूली कार्यक्रम और 2005 में प्यूकाऊ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आए भूकंप से संबंधित है तो ये सब मेरी कुछ व्यक्तिगत बातचीत हैं जो मेरे काम के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ मेरे अध्ययन से जुड़ी हैं 2002 की तरह 2000 की शुरुआत में जब गुजरात में भूकंप आपदा आ गई तो कच्छ वह जिला है जो प्रमुख रूप से प्रभावित हुआ और जो कि 75 के बड़े भूकंपों में से एक था और इसमें शहरी स्तर के साथ साथ ग्रामीण स्तर पर भी भारी तबाही हुई और यह आप लोग भी जानते हैं कि कच्छ जिले का पुनः निर्माण गांवों का नक्शा गुजरात आपदा प्रबंधन परियोजना द्वारा विकसित किया गया है जिसे हम जी एस डी एम पी कहते हैं और यह एक ऐसा समय है जब गुजरात राज्य ने वास्तव में समुदाय की भागीदारी और साथ ही साथ कुछ दिशानिर्देश विकसित करने की बहुत सक्रिय पहल की है इन इमारतों को फिर से संगठित करने और इनको ठीक करने का मार्गदर्शन जीएसडीएमए विनियामक पहलुओं रेट्रोफिटिंग प्रक्रिया ने प्रदान किया तो यह वह जगह है जहां तकनीकी पहलू भी तस्वीर में आते हैं और कई एनजीओ ने सहभागी दृष्टिकोण को देखने में रुचि दिखाई है उदाहरण के लिए हुनरशला जो एक एनजीओ और कैथोलिक राहत सेवाएँ प्रदान करता है ऐसे कई एनजीओ हैं जिन्होंने वास्तव में गुजरात भूकंप में सहभागिता दृष्टिकोण प्रदान किया है इसलिए आज मैं आपसे जो चर्चा करने जा रहा हूं वह स्थायी पुनर्निर्माण चरण में आने से पहले आपदा के तुरंत बाद और राहत चरण के ठीक बाद है यह वह जगह है जहां संक्रमण आश्रय है आप जानते हैं कि यह एक अस्थायी आश्रय है जो उन्हें प्रदान किया गया है और कैसे वे धीरे धीरे एक स्थायी आश्रय प्रक्रिया में आकार लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो यह वह चरण है जिसके बारे में मैं बात करूंगा और इस नक्शे से आप कच्छ में हुए नुकसान और कई एनजीओ कैथोलिक राहत सेवा हुनरशला कैरीटास से पुनर्निर्माण गतिविधियों की मात्रा देख सकते हैं कई एनजीओ गुजरात में मदद के लिए आगे आए सबूत के तौर पर यह मेरे कुछ प्राथमिक केस स्टडी हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि आधुनिक घर जिसमें आरसीसी निर्माण है और ईंट और कंक्रीट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और यह एक पक्का घर है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है इसी के साथ आप इन पारंपरिक आश्रय को देख सकते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में वे भोंगा भी कहते हैं जो सामान्य रूप से गोलाकार आकार में होता है और कुछ मामलों में वे आयताकार आकार के होते हैं तो यहाँ आप जो देख रहे हैं ये कुछ 1 साल की तत्काल उदाहरण हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने भूकंप से होने वाली तबाही को रोक दिया है यहाँ आप वह सबूत देख रहे हैं कि कैसे इन पारंपरिक रूप से बने आश्रय ने भूकंप से होने वाली तबाही को रोक दिया है संरचनात्मक रूप ने इस तबाही को रोक दिया है आप यहां वॉटल एंड डॉब कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं इन खरपतवारों को एक जाल की तरह लगाया गया है यह एक सुदृढीकरण की तरह काम करता है जो एक बाध्यकारी तत्व है इसे मिट्टी के साथ पुताई करके एक गोलाकार आकार दिया जाता है क्योंकि उनका मानना है कि गोलाकार आकार सबसे अच्छा भूकंप विरोधी है क्योंकि सभी बल कोने में नहीं आ रहे हैं और अधिकांश नुकसान घर के कोनों में ही दिखाई देता है यहां आप देख सकते हैं कि बोझ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लेकिन उनका यह मानना है कि जब वह गोलाकार आकार बनाते हैं तो वह भूकंप का विरोध करते हैं और वॉटल एंड डॉब कंस्ट्रक्शन जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बांध के रूप में कार्य करता है जो गंभीर भूकंप से घरों और कच्छ क्षेत्र की रक्षा कर सकता है यह कच्छ क्षेत्र भूकंप के पांचवे क्षेत्र में आता है जो आप यहां देख रहे हैं उसे गुजराती भाषा में ओटला कहा जाता है यहां आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा जागरण मंच है जो अनौपचारिक रूप से उठाया गया है इसलिए यह कुछ अर्ध प्रकार के रहने वाले स्थान को परिभाषित करता है क्योंकि उनके लिए वे खाना बना सकते हैं कुछ लोगों के पास इसके लिए बाहरी रसोई धुलाई क्षेत्र है और वे परिवार के समूहों में भी विश्वास करते हैं जैसे कि एक समूह में 2 3 लोग रहते हैं और वे पूरे मंच को उठाते हैं और यह जमीन से संबंधित परिवार का सीमांकन करता है और पारंपरिक स्वरूप है और रेगिस्तान की जलवायु और हवा के कारण कई भोंगा में नीचे की तरफ इव दिए जाते हैं जिससे कि यह हवा से भी रक्षा कर सके आप इस तरह के बरामदे को देख सकते हैं जहां उनके पास किचन है वहां एक छोटा सा विभाजन किया गया है और एक पत्थर की दीवार है भोंगा के अंदर यह सब है यह बहुत कम ऊंचाई की दीवार है और फिर वे क्या करते हैं यदि यह एक शंक्वाकार आकृति है तो कुछ भोंगाओं में यह केंद्रीय खंबा भी होगा इस तरह के कम उत्कीर्ण छत के सहारे के लिए जो कठोर जलवायु पहलू से बचा सकता है और यहां यह स्पष्ट रूप से एक वर्ग के रूप में होता है जिसे वे प्रदर्शित कर सकते हैं वे अपने कार्यात्मक पहलुओं को रख सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि भंडारण बक्से को इसके भीतर रखना है मेरा मतलब है कि परिवार के लिए एक छोटा स्थान कैसे पर्याप्त हो सकता है एक छोटी सी श्रृंगार दीवार रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए कैसे उपयुक्त हो सकती है आप देख सकते हैं कि उनके कपड़े बर्तन सब कुछ एक छोटे से स्थान के भीतर व्यवस्थित किए गए हैं इसके अलावाउनके पास एक प्रकार का बाहरी स्नान क्षेत्र है जहां एक अर्ध खुला स्नानगृह है और यह भुज के पास पकाई गाँव में है यह एक तरह का मंच है जो लगभग 1 फुट 6 इंच का है और यहां एक लकड़ी का निर्माण किया गया है जो एक छोटी व्यावसायिक इकाई के लिए बनाया गया है जो उस गाँव के आस पास की स्थानीय आवश्यकताओं के लिए विस्तार की गई है यह ढांचा इस तरह से दिखता है और इस विशेष आपदा में कई सांप्रदायिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है न केवल सांप्रदायिक इमारतों कोबल्कि ऐतिहासिक और सार्वजनिक इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है इसलिए इसे गाँव के पुराने सामुदायिक हॉल में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त किया गया है इसलिए मस्जिद की मरम्मत की गई है क्योंकि वह रहने के लिए असुरक्षित है क्योंकि वह धार्मिक इकाई है इसलिए उन्होंने तुरंत इसका प्रतिवाद किया और उन्होंने तुरंत यहाँ एक मस्जिद बना दी और भुज में मैंने इन क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के कई स्थानों का दौरा किया मैं आपको बस एक झलक दिखाऊंगा कि भूकंप के तुरंत बाद कितना नुकसान हुआ और किस तरह की संपत्ति और निर्मित पर्यावरण को नुकसान पहुंचा यह एक प्रकार का औद्योगिक गोदाम है जो क्षतिग्रस्त हो गया है इसलिए जब हम औद्योगिक गोदामों के बारे में बात करते हैं जिसका कुछ खास लोगों की आजीविका से लेना देना होता है तो जाहिर है कि वे कुछ महीनों शायद वर्षों तक अपना रोजगार खो देंगे इसलिए यह सिर्फ गोदाम या निर्मित पर्यावरण नहीं है जो कि क्षतिग्रस्त हुआ है पर यह उन सभी औद्योगिक खंड के गोदामों में काम करने वाले गरीब लोगों की आजीविका को प्रभावित करेगा ऐतिहासिक इमारत भी क्षतिग्रस्त हो गई है कोष्ठक और कटघरा नीचे गिर गया है जिसकी वजह से यह बहुत असुरक्षित हो गया है आप जानते हैं कि हम आपदा के संदर्भ में विरासत के बारे में भी चर्चा करेंगे और अयुत्या 945 जैसे कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे और हमने किरुना पहलू पर भी चर्चा की जैसा कि मैंने आपसे कहा यह ईंट और कंक्रीट से बना एक पारंपरिक घर था दीवार वास्तव में अंदर की ओर ढह गई है तो वास्तव में हम यह बात कर सकते हैं कि इसे कैसे तिरछा बना सकते हैं सोचिए अगर आप छत बना रहे हैं यदि आप इस तरह से दीवार बना रहे हैं तो जाहिर है चीजें दबाव से यहां से नीचे गिर सकती हैं लेकिन उद्घाटन के दौरान अधिकांश कोने दीवारों के संयोजन यह सबसे महत्वपूर्ण स्थान है यह वह स्थान है जहां सबसे ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि यह वह जगह है जहां वे पानी स्टोर करते थे और जाहिर है कि यह क्षतिग्रस्त हो गया है क्योंकि ये कुछ बुनियादी जरूरतें हैं जिस पर समुदाय निर्भर करता है जैसा कि बोंगा भूकंप में डटे रहे और ईंट और कंक्रीट के घर गिर गए यह महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है और इसी तरह भुज में जहां एक बड़ा बुनियादी ढांचा भी क्षतिग्रस्त हो गया है जैसे सड़कें पुल अस्पताल स्कूल जो अब बन चुके हैं कुछ शहरी क्षेत्रों में कई विशाल घर और अपार्टमेंट आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए है जो एक आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने का अच्छा उदाहरण है जैसे कि अस्पताल जो समुदाय की सेवा कर रहा है वह पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र को प्रभावित करेगा जब हम अस्पताल की बात करते हैं तो यहां नियमित गतिविधियों को पूरा करना बहुत मुश्किल है और यह स्थानीय समुदाय की स्वास्थ्य स्थितियों को कैसे पूरा करेगा और उन लोगों के रोजगार के बारे में क्या करना है जो यहां काम कर रहे हैं सरकारी अस्पताल के लिए अगर यहां सरकारी कर्मचारी काम कर रहे थेतो उन्हें कम से कम कुछ लाभ दिया जाएगा लेकिन अस्थायी श्रमिकों के बारे में क्या जो उनके दैनिक श्रम या मजदूरी पर निर्भर हैं इसलिए उनके लिए अगर कोई काम नहीं है तो उनकी आजीविका का क्या साधन होगा ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आप देख सकते हैं गर्म ग्रीष्मकाल के कारण भुज में झील और कई नदियां सूख गई है तो इस विशेष क्षेत्र में पानी की कमी भी एक मुद्दा है यह गाँव के पास का एक घर है जहां समाज के विभिन्न वर्ग हैं एक मुखिया है चौहान है और एक मुस्लिम समुदाय है इसलिए कच्छ क्षेत्र में विभिन्न जाति पदानुक्रम मौजूद थे और यह समृद्ध वर्ग में से एक है जो भूकंप के दौरान नष्ट हो गया है अब एक घर है जिसमें दो या तीन परिवार एक साथ रह रहे हैं और जिसमें अलग अलग विभाजन करके एक घर बनाया है और यह पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया है लेकिन यदि आप समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर गौर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यह घर यहां क्यों बनाए गए हैं या तो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर या फिर थोड़े ऊंचे क्षेत्र में यह एक पहाड़ी क्षेत्र नहीं है यदि आप कभी अमीरों के घरों से गांवों को देखें तो आपको पूरा गांव दिखाई देगा तो यह वह जगह है जहां पारंपरिक जमींदार या अमीर शीर्ष पर बसते थे यह उस विशेष समुदाय की स्थिति के महत्व को दर्शाता है जो पूरे गाँव को देखने की कोशिश करता है और कुछ गाँवों में यह अछूत पर निर्भर करता है कि कुछ समुदायों का प्रवेश बाहरी तरफ से होता है तो यह सामाजिक व्यवस्था की हालत है जो इन क्षेत्रों में प्रचलित थी और अब इन घरों का क्या हुआ जिन लोगों के पास वहां रहने के लिए कोई घर नहीं था तब ये लोग एक अलग जगह पर चले गए क्योंकि वे कहीं और खर्च कर सकते थे और रह सकते थे तो यह वह जगह है जहां यह असुरक्षित घर इन दो परिवारों के बीच बेघर लोगों के लिए एक आश्रय बन गया है लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में वहां रहना सुरक्षित है क्योंकि ऐसी संभावना हो सकती है कि झटके आते रहे और आप देख सकें कि पूरी क्षति हुई है इसलिए इस बात की काफी संभावना है कि यह ढह सकता है और शौचालय के पीछे वाले क्षेत्रों को नुकसान पहुंच सकता है गाँव के धनाढ्य वर्ग जिनके पास एक अलग शौचालय प्रणाली है और पीछे की तरफ धुलाई वाली व्यवस्था है जिसका अर्थ स्वतंत्र परिवारों को दीवार और गलियारा से अलग किया जाता है जैसे कि आप 3 परिवार हैं और एक सामान्य शौचालय है इसलिए वे पीछे के स्थान पर इकट्ठा होते हैं और साथ ही उस स्थान को व्यक्तिगत रुप से निर्धारित करते है तो यह पूरी तरह एक संबंधित परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक इकाई के रूप में माना जाता है तो यह भूकंप के तुरंत बाद की कहानी है लेकिन अब मैं सिर्फ एक कविता पढ़ूंगा जिसे नटराज क्रांति ने लिखा है जो भूकंप के प्रभावों से संबंधित है वह टूटे हुए सपने भद्दी चीखें और कुछ नहीं और कुछ नहीं हिलती हुई जमीन गिरा हुआ दरवाज़ा और कुछ नहीं और कुछ नहीं चुप लड़के सुनसान खिलौने और कुछ नहीं और कुछ नहीं उलझे हुए पत्थर टूटी हड्डियाँ और कुछ नहीं तो यह इस आपदा के मद्देनजर था मेरे मित्र नटराज जिन्होंने परिवारों के दर्द और पीड़ा को समझाने के लिए इस तरह की कथा लिखी है और उनके सपनों का क्या हुआ उनके प्रवाह का क्या हुआ उनकी चीजों के साथ क्या हुआ आप जानते हैं कि वे लोग कैसे हैं माता पिता के मरने पर बच्चे अनाथ हो सकते हैं और लोग कैसे मरते हैं यह किस तरह की दहशत की स्थिति थी और इस तरह की स्थितियों में जाहिर है कि स्कूल एक महत्वपूर्ण पहलू है जैसे मैंने आपको कुछ सामुदायिक हॉल बुनियादी ढाँचे दिखाए यहां तक कि इस तरह के बुनियादी ढांचे भी प्रभावित हुए हैं इसलिए इनमें से कई स्कूल सामुदायिक हॉल और केंद्र क्षतिग्रस्त हो गए और वे स्कूल जाने से डरते हैं इसलिए यह वह जगह है जहाँ स्कूलों को लगभग एक वर्ष के लिए रोक दिया गया है शिक्षा के बारे में हमें क्या करना है हम समुदाय और बच्चों को कैसे संलग्न कर सकते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है स्कूली शिक्षा का क्या हुआ और हम स्कूल की सुविधाएं कहां प्रदान करें और यह वह जगह है जहां कई एनजीओ विकास एजेंसियां आगे आए उन्होंने अलग अलग रूपों में सहयोग किया है मैंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया है कि उन्होंने कितना सहयोग किया है लेकिन कम से कम उनमें से कुछ ने इसे प्रायोजित कर स्वतंत्र रूप से काम किया कुछ ने साझेदारी के साथ सहयोग किया ये कुछ उदाहरण हैं कक्षाओं की बुनाई का जिन्हें आप देख सकते हैं यह एक अस्थायी स्कूल है जिसका निर्माण उन लोगों को शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया है जिनके पास स्कूल नहीं है मेरा मतलब है कि कम से कम पड़ोस के क्षेत्रों के लोग और आप देख सकते हैं कि किस तरह का रैखिक पैटर्न व्यवस्थित किया गया है यह बांस की कक्षा का इंटीरियर है लेकिन अब सवाल यह है कि यह अच्छे हैं क्योंकि इसमें बांस की आपूर्ति की गई है और इसे जल्दी से इकट्ठा करने के लिए खड़ा किया गया है क्योंकि बांस का निर्माण करना बहुत आसान है आपको बस तरह तरह के पैनल आधारित कुछ स्टड बनाने होते हैं डंडों के साथ संरचना करनी होती है और फिर बांधना है और फिर जो आप यहां देखते हैं वह एक बजरी है उन्होंने बजरी को शीर्ष पर रखा ताकि बारिश आने पर भी यह गंदे न हो और शायद ही किसी स्तर का अंतर हो इसमें मुश्किल से 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के स्तर का अंतर होता है और यहां तक कि अगर बारिश होती है तो भी यही वह जगह है जहां वे बजरी डालते हैं ताकि पानी ना टपके और पूरा स्कूल स्थापित हो जाए इसलिए यहाँ फिर लोग स्थानीय शिक्षक उन्होंने स्वयं बच्चों को पढ़ाने के लिए स्वेच्छा से शुरू किया और इसी तरह कुछ स्कूल कार्यालय और भवन लैमिनेटेड पेपर पाइप में विकसित हुए हैं आप यह भी देखेंगे कि टाडाओ एंडो के काम और अस्थायी आश्रय जो वास्तव में लैमिनेटेड पेपर पाइप प्रदान करते हैं यह मैं 2002 के बारे में बात कर रहा हूं जिसकी लागत लगभग 27000 रुपये प्रति यूनिट थी जो कि बहुत ही उचित राशि थी जबकि डाइनिंग हॉल जो पूरी तरह से कैनवास सामग्री से बनाया गया है जिसकी लागत लगभग 18000 है लेकिन फिर अगर आप स्थायित्व की बात करते हैं या किसी तरह की बारिश होती है तो जाहिर है यह इतना बेहतर नहीं हो सकता है लेकिन इसके कैनवास थोड़ा बेहतर है वे क्या करते हैं उनके पास दीवार की संरचना है और वे उस पर एक चटाई तिरपाल चादर या किसी प्रकार की जलरोधक सामग्री डालते हैं ताकि यह वास्तव में एक छत के रूप में रक्षा कर सके और कुछ होटल क्योंकि बहुत सारे एनजीओ आगे आ रहे हैं इसलिए वे कहाँ रहेंगे आप जानते हैं कि कई कार्यालय यहाँ आ रहे हैं और बहुत से पुनर्निर्माण कार्य कर रहे हैं इसलिए इस काम में बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं और यहीं पर उन्होंने इसके कुछ प्रकार के आवासीय पहलुओं को भी विकसित किया है जहाँ वे एक यादृच्छिक मलबे की चिनाई के साथ पत्थर की दीवार के दहलीज स्तर तक बनाया गया है और फिर यह एक प्रकार की लकड़ी या टिन की सामग्री है यह पारंपरिक टाइल आकार की छत है जहां टेराकोटा की टाइल्स दरवाजे और खिड़कियां प्लाईवुड की बनाई गई हैं प्लाईवुड सामग्री जो लगभग 3 फीट 6 इंच पत्थर की दीवार से बनी है और बांस का यह निर्माण लगभग 20000 रुपये का था इसलिए यदि आप लागत की तुलना करें तो टेराकोटा 27000 बांस 20000 और कैनवास लगभग 18000 था इसलिए जितनी अधिक सामग्री हम स्पष्ट रूप से सुधार कर रहे हैं लगभग 12000 है आप जानते हैं यह वह जगह है जहाँ आप पत्थर का उपयोग कर रहे हैं और साथ ही इसमें प्लाईवुड सामग्री और 2 साल की अवधि के लिए यह सभी अस्थायी संरचना हैं और 1 साल के लिए उन्होंने स्कूली शिक्षा को पूरी तरह से त्याग दिया और कई एनजीओ आगे आए कि कैसे हम वास्तव में कुछ वैकल्पिक आजीविका को पैदा कर सकते हैं आप जानते हैं कि कैसे बेरोजगार महिला युवाओं को शिक्षित किया जा सकता है कैसे उन्हें कुछ प्रकार के वैकल्पिक कौशल प्रदान किए जा सकते हैं जैसे सिलाई कढ़ाई या कोई अन्य शिल्प बनाना इसलिए यह उनमें से एक है जो उन्होंने किया था कि उनके पास एक पत्थर की दीवार थी और उन्होंने एक तिजोरी बनाई और उनके पास एक धातु का पुलिंदा है और कुछ स्थानों पर उनके पास अभ्रक टिन की चादरें और जस्ती चादरें भी हैं और उन्होंने इसे शीर्ष पर रख दिया क्योंकि एक गर्म स्थान होने के नाते उनके पास भी इन्सुलेशन चादरें कम थी आप उन सामग्रियों को जानते हैं जो फर्श बना सकते हैं वह एक प्रकार की चटाई होती है जिसे बिछाया गया है कक्षाओं में एक सामान्य चटाई है और साथ ही एक कंप्यूटर लैब है जो वातानुकूलित है कंप्यूटर लैब में अर्ध वृत्ताकार छत है यह फिर एक पूर्वनिर्मित छत है और यहां उन्होंने एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया है और यह सब अस्थायी आवास के बारे में है लेकिन अब हमें इंदौर सालों में स्थायी आवास के लिए निवेश कैसे करना है क्योंकि भूमि आवंटन के मुद्दे स्थानांतरित करने का तरीका और भूमि को कैसे खोजना है धन कैसे प्राप्त करना है कैसे सहयोग प्राप्त करना है ये सभी बड़े सवाल बनते हैं और ये चुनौतीपूर्ण मुद्दे हैं और यही वह जगह है जहाँ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को गुजरात के मामले में भी अपनाया गया है इसलिए जहां ऑरोविले केंद्र में पृथ्वी इकाई के लिए केंद्र ने वास्तव में कुछ घुमक्कड़ पृथ्वी को स्थानांतरित कर दिया है और साथ ही साथ संपीड़ित स्थिर है यहां हम इसे सीएसईबी कहते हैं जो कि संपीड़ित स्थिर पृथ्वी ब्लॉक है तो ये मूल रूप से एक प्रकार की इंटरलॉकिंग ईंटें हैं और यह उस नाम की कार्यशाला है इस हुनरशाला को पहले कच्छ नव निर्माण अभियान कहा जाता था और अब इसे हुनरशाला फाउंडेशन कहा जाता है इस कार्यशाला में इंटरलॉकिंग ईंटों का उपयोग करते थे और पूर्व निर्माण करते थे घरों और प्रदर्शन इकाइयों के लाइव मॉडल बनाते थे गाद मॉडल और गाद सामग्री के आधार पर 60 से 65 रेत 10 से 15 मिट्टी 15 से 20 बजरी और लगभग 10 से 15 समुच्चय होना चाहिए और लवणता 1200 पीपीएम से अधिक नहीं होनी चाहिए और पीएच मान 7 से कम नहीं होना चाहिए तो यह एक प्रकार की रचना है जिसके माध्यम से उन्होंने इन स्थिर पृथ्वी ब्लॉकों को विकसित किया जो एक चौकोर आकार में हैं और इसे ऑरम प्रेस कहा जाता है वे मूल रूप से इसे स्थिर करने के लिए 5 से 7 सीमेंट के साथ इसका मिश्रण तैयार करते हैं यह वास्तव में एक मोल्ड प्रक्रिया है इसलिए वे इसे बनाए रखते हैं और फिर वे इसे दबाते हैं और फिर ये साँचे में से निकलेंगे और यह इंटरलॉकिंग ईंटें बन जाएंगी ये कोनों या संधि स्थल पर एक ऊर्ध्वाधर सुदृढीकरण होने के लिए बहुत सहायक है तो उनके पास कुछ ऊर्ध्वाधर सुदृढीकरण हो सकते हैं इसमें एक पुरुष और महिला युग्मन है तो इन दो चीजों का मिलान कैसे किया जाता है और फिर सुदृढीकरण रखा जाता है चाहे वह पाइप डाला गया हो या उसमें 8 मिमी रॉड डाली गई हो इसलिए एक बार इन ईंटों को तैयार करने के बाद वे इन ईंटों को आग नहीं देते हैं वे जो करते हैं वह दो दिनों के लिए एक प्रकार की प्लास्टिक शीट के साथ कवर होता है और फिर वे सूरज की गर्मी में इसे लगभग 21 दिनों के लिए छोड़ देते हैं और फिर वे सीधे निर्माण सामग्री में इसका उपयोग करते हैं इसके अलावा कुछ प्रीफ़ैब इकाइयाँ जैसे कि फेरो सीमेंट चैनल फेरो सीमेंट चैनल हैं जो नए नए साँचे हैं और इसी तरह इनका उपयोग ज्यादातर शौचालयों के लिए भी किया जाता है जिससे पता चले कि छत की संरचना कैसी हो तो यह एक दूसरे के ऊपर लगता है और फिर यह एक तरह की छत के रूप में बनता है और न केवल इस भूकंप बल्कि पिछले भूकंपों के संदर्भ में दिल्ली में विकास के विकल्पों हैदराबाद के निर्मिती केंद्र में विभिन्न एजेंसियों द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं यह एक और मॉडल है जहां वे पूर्व तैयार किए गए फ़्रेम के बारे में बात करते हैं ये सभी आवास में पूर्वनिर्मित प्रौद्योगिकियां हैं तो यह एक फ्रेम है जिसे द्वार फ्रेम की तरह निर्मिती केंद्र द्वारा विकसित किया गया है यह छतों का खोखला मॉडल है यह चीज इस फ्रेम में अंतर्निहित होंगी और छत बन जाएगी प्रत्येक पैनल इस तरह के ब्लॉकों से सुसज्जित है और फिर उसे एक पैनल के रूप में बनाया गया है यह एक तकनीक है और उन्होंने विकर्ण ब्रेसिंग और कंक्रीट बॉल्स की तकनीक का विकास किया है इसलिए भूकंप के आने पर वे घूम जाते हैं जाहिर है इमारत बस थोड़ा झुक सकती है ताकि यह बहुत नुकसान को प्रभावित न करे यह भी प्रौद्योगिकी में से एक है जिसे निर्मिती केंद्र ने विकसित किया है और विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जो हमने जीएसडीएमए और अन्य सभी आईएस कोड द्वारा दिखाए हैं उस समय के कच्छ नव निर्माण अभियान ने कई मॉडल भूकंप प्रतिरोधी विकसित किए हैं एक जी 1 मॉडल है एक बोंगा की नकल है आप देख सकते हैं कि प्लिंथ सिल और छत पर बैंड है इसलिए इन कोडों के साथ साथ अधिकारियों द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि कैसे इस तकनीक के हस्तांतरण को बोंगा छत के उन्नयन की तरह लागू किया जा सकता है तो यह वह जगह है जहां वे फैब्रिकेटेड ट्रस की मदद से अष्टकोणीय शंक्वाकार छत के बारे में बात कर रहे हैं इसके अलावा कुछ परिपत्र मॉडल जो एक गोलार्द्ध गुंबद है यह पूरी तरह से ईंटों यानी मिट्टी के ब्लॉक के साथ किया जाता है फेरो सीमेंट चैनल जो मैंने अभी अभी आपको दिखाते हैं वे कैसे गढ़े गए हैं और कुछ घरों और शौचालयों का निर्माण भी किया गया है आप देख सकते हैं कि ये प्रीकास्ट शौचालय हैं ये कुछ व्यवधान और विचार हैं क्योंकि पूरी आपदा इसका अनुवर्ती बन जाती है यह एक तरह के विभिन्न विचारों और प्रयोगों की प्रयोगशाला बन जाती है इसलिए बांस जैसे पारंपरिक प्रौद्योगिकी के कुछ समावेश भी हम उपयोग कर सकते हैं और आश्रय रूपों और थैच में लागू कर सकते हैं तो यह सीएसईबी ब्लॉकों राम अर्थ और छज्जे दार छत का एक संयोजन है आप देख सकते हैं कि अस्पताल में भूगर्भीय गुंबदों की कुछ इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं जो भूकंप प्रतिरोधी ढांचे के लिए जानी जाती हैं जिसका क्षेत्रफल कम और मात्रा अधिक होगी यह भूकंप प्रतिरोधी मॉडल निर्मिथि केंद्र द्वारा बनाया गया है जहां गोलाकार गेंदों के साथ नींव में विकर्ण ब्रेसिंग कर इमारत बल और भूकंप को भी सहन कर सकती है एक सामुदायिक हॉल कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज ने पाइका गाँव के पुनर्निर्माण की गतिविधि ली है और आप देख सकते हैं कि यह पूरा सामुदायिक हॉल जो क्षतिग्रस्त हो गया है जिसका पुनर्निर्माण किया गया है और इसमें सीएसईबी ब्लॉकों और मैंगलोर टाइल्स का उपयोग किया गया है आप देख सकते हैं कि वे घर के लिए के लगभग 35 वर्ग मीटर क्षेत्र दे रहे हैं जहां उनके पास एक छोटा सा खुला स्थान है यदि उनके पास है तो वे कभी कभी पिछले दरवाजे का उपयोग करते हैं इस गाँव में उन्होंने कुछ भी लेआउट से नहीं बनाया है बल्कि जहां एक घर पहले से मौजूद है उसी घर से सटा हुआ उन्होंने दूसरा बनाया है यह संरचना बनी हुई है उस लेआउट का ढांचा वैसा ही बना हुआ है जैसा कि आज है और अब आप देखते हैं कि चौराहा ऐसा है जहां केंद्र में सामुदायिक केंद्र और बाद में धीरे धीरे चीजें विकसित हुई हैं अब आप जो देख रहे हैं वह गांव का एक दृश्य है जिसे उन्हीं स्थानों पर फिर से बनाया गया है जैसे कि आप इसके बगल में एक छोटा भोंगा देख सकते हैं जहाँ वे अस्थायी रूप से रह रहे थे और कुछ भूकंपरोधी मॉडल भी हैं जिन्हें कैरीटस केवीटी द्वारा विकसित किया गया था लेकिन ये इस क्षेत्र के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं हैं ये कंक्रीट मॉडल का बहुत समान और मानकीकृत रूप हैं जहां लोगों ने इन घरों में नहीं रहने के लिए अपनी अनिच्छा दिखाई जो मैंने उनका साक्षात्कार करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हम इन घरों में नहीं रह सकते हैं और इनमें से कुछ 100 करोड़ के अस्पताल का प्रोजेक्ट हैं जो कम से कम 9 रिक्टर स्केल का विरोध कर सकते हैं इस तरह से वे इसके प्रतिरोध पहलू की प्रगति के लिए प्रयास करते हैं और इस समुदाय की प्रतिक्रिया क्या हैं तो अब आप देख सकते हैं कि एक समुदाय को यह घर एक एनजीओ द्वारा दिया गया है समुदाय ने खुद इस घर के साथ एक और घर पत्थर का इस्तेमाल करके बनाया है वे जानते हैं कि उनके पास पत्थर एक असुरक्षित सामग्री है लेकिन उन्होंने अपनी खुद की जरूरतों के लिए बनाया है इसलिए यह वह जगह है जहां हमें यह देखना होगा कि समुदाय को क्या चाहिए और समुदाय क्या मांगता है और अब उन्हें कुछ मार्गदर्शन देना है भले ही वे पत्थर के साथ जाने की इच्छा रखते हों लेकिन यह कितना सुरक्षित है इन सामग्रियों के उपयोग से निर्माण के बेहतर तरीके क्या हैं तुम्हें पता है हमें किन गुणों का पालन करना है यह वह जगह है जहाँ समुदाय को स्वयं के निर्माण के लिए समर्थन प्रणाली में तकनीकी को संबोधित करना पड़ता है ये गुजरात भूकंप के कुछ उदाहरण हैं जबकि गुजरात के बाद हमारे पास सुनामी सुनामी के तुरंत बाद कश्मीर भूकंप उस वक्त मैं ब्रिटेन में एक कंपनी में काम कर रहा था भूकंप के तुरंत बाद मैं कश्मीर आया था जब बहुत सारी एजेंसियां इस ओर काम कर रही थीं और वे एक त्वरित तकनीक की तलाश कर रहे थे कि जल्दी से घर बना लें यही कारण है कि उस समय यू एन डब्ल्यू टी ओ ने भी हमारी कंपनी से संपर्क किया और मैं ब्रिटेन से प्रीफैब हाउस और फ्रेम हाउस डिजाइन कर रहा था जहां हम फ्लैट पैक दृष्टिकोण कर सकते हैं आप यहां कुछ पैनल्स देख सकते हैं यह घर पीओके में नहीं बल्कि कहीं और बनाया गया है मेरे पास तस्वीरें नहीं हैं इसलिए मैं उसके समान कुछ मॉडल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ ट्रस छत सब कुछ फ्लैट पैक दृष्टिकोण से बनाया गया है सब कुछ एक समान और मानकीकृत प्रारूप दृष्टिकोण है ताकि हम अनुपयोगी वस्तुओं को डिजाइन द्वारा कम कर सकें और इसे कारखाने से पैक कर सकें हम इसे पीओके में भेज देते हैं और साथ ही हम वहां कुछ मजदूरों को भेजते हैं और वे इस मौके पर ही खड़ा कर देते हैं यह वह जगह है जहाँ मैं कहता हूँ कि मुझे अपनी डेस्क पर बैठे एक डिजाइनर के रूप में खलनायक की भूमिका का एहसास हुआ मैं कभी भी साइट पर नहीं गया मैं कभी भी संदर्भ में नहीं था मैंने कभी भी संदर्भ से परिचय नहीं किया मुझे नहीं पता कि लाभार्थी कौन हैं उन्हें क्या चाहिए आजीविका क्या थी और यहीं पर मैं एक खलनायक की भूमिका निभा रहा था और यहीं पर मैंने अपने आगे के शोध को देखा कि हम वास्तव में शोध कैसे कर सकते हैं और विकास समूहों और लाभार्थी समूहों के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित करना है Refer Slide Time 3240 फिर कश्मीर भूकंप से पहले हमारे पास सुनामी है और जो आप देख सकते हैं वह एक विशालकाय सुनामी है जिसने 2004 में बॉक्सिंग डे सुनामी में बांदा आचेह और हिंद महासागर सुनामी को नष्ट कर दिया था इसने तमिलनाडु के दक्षिणी राज्य खासकर नागपट्टिनम तमिलनाडु के कुड्डलोर और पूर्वी तट को प्रभावित किया है लेकिन उपकेंद्र कहीं सुमात्रा के पास था और लहरें इस दिशा में लगभग यात्रा कर चुकी थी इसलिए अब सुनामी के तुरंत बाद जब मैंने उस जगह का दौरा किया तो महत्वपूर्ण मुद्दे खाद्य सुरक्षा हैं राहत चरण के बाद जब वे कहीं बस जाते हैं तो उनकी दैनिक आवश्यकताएं हैं राशन कैसे प्राप्त करें जहाँ हर राशन की दुकान कतारों से भरी होती है उन्हें पीने का पानी कहाँ मिलता है क्योंकि सुनामी के कारण उनका बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया है उनकी आजीविका खतरे में है तो यह वह जगह है जहां मछुआरों को स्थापित किया जाता है आपके पास नाव के मालिक मछुआरे व्यापारी हैं और सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं और काम करते हैं और जिन पारंपरिक घरों को आप जानते हैं उनका स्वदेशी ज्ञान है कि वे अपने घरों को कैसे उन्मुख करते हैं जलवायु दक्षता उनकी आजीविका की जरूरतों के अनुरूप कैसे है और घरों की विभिन्न टाइपोलॉजी यह थारंगमबाड़ी में है और इन घरों के विभिन्न लेआउट कैसे हैं जैसे संयुक्त परिवार के घर परमाणु परिवार के घर कैसे हैं और उनके सार्वजनिक स्थान कैसे क्षतिग्रस्त हुए एक बड़ा बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया है इसकी सही जानकारी देने में 180 मिनट लग जाते हैं जो इन तरंगों को मुख्यधारा में लाने के लिए लगभग 3 घंटे का समय है आप मुख्य भूमि को जानते हैं यदि वह जानकारी सही तरीके से पारित की होती तो हमने कई लोगों की जान और कम से कम कुछ महत्वपूर्ण संपत्ति बचाई होती हमेशा एक राहत पुनर्वास चरण होता है जो कुछ महीनों तक चलता है और अंतिम पुनर्निर्माण चरण होता है सरकार अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ स्थानीय एनजीओ और सामुदायिक समूहों से बहुत सारे कलाकार इन पहलुओं पर काम कर रहे हैं मैं संक्रमणकालीन आश्रय के बारे में बात कर रहा हूं इसलिए उन्होंने जो किया उनके लिए एक तात्कालिक आवश्यकता थी कि कहां रहे क्योंकि उनमें से कई ने अपने घर खो दिए मैं देवनमपट्टिनम गांव का दौरा कर रहा था मछुआरे से मैंने बहुत सारी प्रश्नावली और अर्ध संरचित साक्षात्कार लिया उन्हें तुरंत टिन की चादरें मिलीं और वे लगभग दो साल तक यहां रहे आप देख सकते हैं वह टिन की चादरों का एक बैरक है वास्तव में अंडमान और निकोबार के बर्फ के द्वीपों में इसी तरह के आवास प्रदान किए गए हैं और आदिवासी समुदायों ने इन घरों को खारिज कर दिया उन्होंने इन घरों का बहिष्कार कर दिया ज़ाहिर है यहां सामग्री भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिसे वितरित करने के लिए बहुत जल्दी थी लेकिन यह समझना होगा कि इस पर कैसे काम करें क्योंकि उन्हें यहां कुछ और महीनों तक रहता है निम्नलिखित आपदा के बाद बुनियादी ढांचा शौचालय और पानी की सेवाएं कहां से मिलेगी यह वह समय है जहां पेशेवर दिमाग एक साथ आते हैं उन्होंने कुछ विकल्प दिखाने शुरू कर दिए हैं हां हम विकल्प प्रदान करते हैं अब आप तय करें हम आपको यह बताने की सुविधा देने का प्रयास करते हैं कि वे क्या निर्णय लेते हैं अलग अलग प्रक्रिया जो वास्तव में संक्रमण चरण का पालन करना शुरू करती है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चुनौती केवल इसके बारे में नहीं है उन्हें केवल अंतर्निहित रूप में संचित नहीं किया जाना चाहिए परंतु किसी को यह देखना होगा कि इस संक्रमण चरण को धीरे धीरे स्थायी चरण में कैसे जाना है इस तरह के मुद्दे और सामग्री का इन दो वर्षों में पुन उपयोग कैसे किया जा सकता है हमें किन चीजों को संबोधित करना है बच्चों को स्कूली शिक्षा समुदाय की स्वास्थ्य सुविधाएं समुदाय की आजीविका कैसे पुन उत्पन्न कर सकते हैं ये कुछ ऐसे सबूत है जो मैं छात्रों को बताना चाहता हूं कि हां संक्रमण के दौर में भी कुछ चुनौतियां हैं मुझे आशा है कि आप बेहतर समझेंगे